नमस्ते टू फेज फ्लो एंड हीट ट्रांसफर के चौदहवें व्याख्यान में आपका स्वागत है आज हम मेसोस्कोपिक लैटिस बोल्ट्जमैन कार्यप्रणाली के बारे में चर्चा करेंगे इसलिए इस व्याख्यान के अंत में हम निम्नलिखित बातों को समझेंगे पहले हम लैटिस बोल्ट्जमैन कार्यप्रणाली का उपयोग करते हुए मल्टीफ़ेज़ फ्लो को हल करने के लिए एल्गोरिथ्म की व्याख्या करेंगे हम आपको फ्रीवेयर का उपयोग करके एलबीएम पद्धति का अभ्यास करवाएंगे वहां हम आपको दिखाएंगे कि फ्रीवेयर कैसे इनस्टॉल करें मॉडल पैरामीटर कैसे सेट करें मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि केस स्टडी को कैसे चलाया जाए और अंततः क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं और फिर उस परिणाम का विश्लेषण कैसे किया जाए यह भी मैं आपको दिखाऊंगा वर्तमान अनुभव के आधार पर आप लॅटिस बोल्ट्जमैन कार्यप्रणाली में बुनियादी 2 फेज फ्लो सिमुलेशन करना शुरू कर सकते हैं तो आपको लैटिस बोल्ट्जमैन कार्यप्रणाली की 1 रूपरेखा देने के लिए पहले आइए देखते हैं कि मैक्रोस्कोपिक समीकरण क्या हैं जो लैटिस बोल्ट्जमैन कार्यप्रणाली हल कर रही है यहाँ मैंने आपको 1 स्कीमैटिक दिया है जो कि लैटिस बोल्ट्जमैन समीकरण LBE है जो नेवियर स्ट्रोक्स समीकरण से जानकारी लेता है और भौतिक लैटिस गैस ऑटोमेटा जानकारी में बदलता है बीच में यह बोल्ट्जमैन समीकरण का उपयोग करते हुए कुछ गणितीय विश्लेषण करता है इसलिए यह इंजीनियरिंग समस्या गणितीय समस्या और भौतिक अंतर्दृष्टि के बीच एक युग्मन है तो आइए देखते हैं कि इस फ्रेमवर्क में 2 फेज फ्लो को कैसे हल किया जा सकता है 2 फेज फ्लो के लिए हम जानते हैं कि हमारे पास 2 अलग अलग फेज हैं इसलिए यह 2 डेंसिटी के साथ शामिल है हम मानते हैं कि फेज का उच्च डेंसिटी है और निचला डेंसिटी है तो शुरुआत में हम 2 पैरामीटर्स फाई और n को परिभाषित करेंगे तो फाई होगा और n होगा उदाहरण के लिए मान लें कि आपके पास हवा और पानी हैं तो हवा लगभग 1 kgm3 होगी और पानी 1000 kgm3 होगा तो आप पाएंगे कि यह n 1000 1 2 हो जाएगा तो इसका मतलब है लगभग 5005 ठीक है और आपकी फाई 2 हो जाएगी अर्थात 4995 ठीक है आगे हमें उन गवर्निंग समीकरणों को देखने की आवश्यकता है जो इस 2 फेज फ्लो के उदाहरणों को हल करने के लिए आवश्यक हैं हम मान लेते है गैस और तरल तो पहले हमारे पास दोनों फेजेज के लिए 2 अलग अलग समीकरण होंगे अर्थात गैसीय फेज या लिक्विड फेज यह किसी अन्य 2 फेज फ्लो की समस्या भी हो सकती है जैसे सॉलिड लिक्विड या सॉलिड गैस स्तिथि में इसलिए यदि हमारे पास 2 कन्टीन्युटी समीकरण है और यदि आप देखते हैं यदि आपको फ्लूइड मैकेनिक्स एनालिसिस से कन्टीन्युटी समीकरण प्रारूप याद हैं तब आपको पता चल जाएगा कि यदि आप गैसीय फेज और लिक्विड फेज 2 अलग अलग फेजेज के लिए कन्टीन्युटी समीकरणों को जोड़ते हैं तो हम कुछ समीकरणों को प्राप्त करेंगे जैसे कि जहां n है मूल रूप से यदि आप अलग अलग फेजेज के लिए कन्टीन्युटी समीकरण देखते हैं तो n क्रमशः और द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तो एक बार जब आप उन 2 समीकरणों को जोड़ देंगे तो आपको n के साथ 1 समीकरण प्राप्त होगा और अगर आपके इस समीकरण में फेज में कोई परिवर्तन हो रहा है तो जाहिर है कि फेज परिवर्तन का परिमाण समान होगा लेकिन साइन विपरीत तो एक बार जब आप उन 2 को जोड़ते है तो दायाँ पक्ष हमेशा 0 बनेगा ठीकहै इसी तरह कोई भी नेवियर स्टोक्स समीकरण लिख सकता है तो आप जानते हैं कि 2 नेवियर स्टोक्स समीकरण में जिसका अर्थ है कि हमारे पास गैस और लिक्विड के लिए मोमेंटम समीकरण होंगे एक बार जब हम उन 2 समीकरणों को जोड़ देंगे तो हम एक बार फिर से n पैरामीटर के रूप में एक समीकरण प्राप्त करेंगे तो समीकरण के बाएं पक्ष में हमारे पास अनस्टेडी और इनर्शिया पद हैं और फिर दाएं पक्ष में हमारे पास यहाँ पर प्रेशर ग्रेडिएंट पद है यहाँ पर विसकॉस पद है यहाँ पर बुयांसी पद हैं इसके अलावा हम 2 नए पद शामिल कर रहे हैं ठीक है ये आपके केमिकल थर्मोडीनमिक्स से आने वाली आपकी केमिकल पोटेंशियल के कारण आ रहे हैं इसलिए यदि आप स्पीसीज पर आधारित मोमेंटम समीकरण लिखते हैं तो ये केमिकल पोटेंशियल टर्म इनमें आएंगे इसी तरह से यदि आपके पास एनर्जी शामिल हैं तो आप एनर्जी समीकरणों को खोज सकते है और दोनों फेजेज के लिए और उनको जोड़ सकते हैं आप इस तरह से एनर्जी समीकरण को लिख सकते हैं जहां बाएं पक्ष में आपके पास अनस्टेडी और कन्वेक्शन पद हैं दाएं पक्ष में आपके पास कंडक्शन हैं और अगर आपके पास कोई भी हीट जनरेशन हो इसलिए LBM फ्रेमवर्क में पहले हम LBM 2 फेज फ्रेमवर्क में पहले हम अलग अलग फेज समीकरणों को कुछ इस तरह की n समीकरणों में परिवर्तित करेंगे तो कन्टीन्युटी समीकरण जिसमें n शामिल है नेवियर स्टोक्स समीकरण जिसमे n शामिल है और अंत मे यदि वहां एनर्जी है तो एनर्जी समीकरण जिसमे n शामिल है तो जहां n है अगला हम इंटरफेस को लेटिस बोल्टजमैन कार्यप्रणाली में कैप्चर करना देखते है हम मूल रूप से 2 दृष्टिकोण रखते हैं पहला है शार्प इंटरफ़ेस शार्प इंटरफेस का मतलब है कि अगर आपके पास इंटरफेशियल प्रॉपर्टी का अचानक उछाल है तो इसका मतलब है डेंसिटी या विस्कॉसिटी जो कुछ भी आप मानते हैं यदि आप मानते हैं कि इंटरफ़ेस बहुत पतला है तो पूरे इंटरफ़ेस में प्रॉपर्टीज की अचानक छलांग होगी तो आइए हम मान लेते है कि यह डेंसिटी कंटूर है डेंसिटी चर है इसलिए इस तरफ आपके पास गैसीय है और इस तरफ आपके पास लिक्विड है इसलिए इस इंटरफ़ेस के पार एक अचानक छलांग है ठीक है तो उस तरह की चीज को हम शार्प इंटरफेस कांसेप्ट कहते है दूसरी ओर एक और जवाबी तर्क है जहां लोग मानते हैं कि इंटरफ़ेस शार्प नहीं है जो एक सीमित मोटाई पर फैला हुआ है तो यहाँ आप देख सकते है कलर ग्रेडिएंट का उपयोग करके आपको कलर का तीव्र परिवर्तन दिखाया गया है यहाँ यह धीरे धीरे बदल रहा है इसलिए यहाँ पर चर भी हमने दिखाया है कि यह धीरे धीरे छोटे मोटाई के अनुसार बदल रहा है ठीक है तो मोटाई को इंटरफ़ेस मोटाई कहा जाता है अब इस कार्यप्रणाली में इस लैटिस बोल्ट्ज़मन 2 फेज कार्यप्रणाली में आप हमेशा इस डीफ्यूजड़ इंटरफ़ेस को मानते हैं और इसके लिए हमें इंटरफ़ेस को कैप्चर करने के लिए अपने कैन हिलियर्ड समीकरण पर विचार करने की आवश्यकता है तो कैन हिलीयर्ड समीकरण यदि आप गैसीय फेज और लिक्विड फेज के लिए अलग से लिखते हैं और यदि इनको आपस में घटाते हैं तो आपको अतिरिक्त समीकरण मिलेंगे जिनमे Ø है ठीक है तो आपका अनस्टेडी पद है यहां आपके पास कन्वेक्शन पद हैं और दाएं पक्ष में आपके पास केमिकल पोटेंशियल से युक्त पद होंगे जहां 𝜇ɸ एक केमिकल पोटेंशल है और 𝜃m वास्तव में इंटरफ़ेस की गतिशीलता है जिसका अर्थ है कि आप कितनी आसानी से इंटरफेसियल कॉन्फ़िगरेशन को बदल सकते हैं तो साथ ही अगर आपके पास एनर्जी शामिल हैं तो हमें 4 समीकरण मिलेंगे ठीक है तो कन्टीन्युटी समीकरण जिसमें n मोमेंटम समीकरण एनर्जी समीकरण शामिल है और इनके अलावा हमारे पास 1 समीकरण और भी हैं जिसे कैन हिलियर्ड समीकरण कहा जाता है जिसमें शामिल है अब हम देखते हैं कि कैसे हमारे सिमुलेशन के डोमेन को लैटिस बोल्टजमैन कार्यप्रणाली में डिसक्रीटाईजड़ किया जा सकता है उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि यह हमारा डोमेन है हम एक आयताकार डोमेन से शुरू करते है तो हम क्या कर रहे होंगे यह डोमेन छोटे वॉल्यूम या छोटे लैटिस में डिसक्रीटाईज होगा बल्कि इस स्तिथि में क्योंकि लैटिस बोल्ट्ज़मान में हम मानते हैं कि डोमेन वास्तव में लैटिस के साथ डिसक्रीटाईज है तो यहाँ ये सभी वास्तव में इंडिविजुअल लैटिस हैं डिसक्रीटाईजेसन का पैटर्न कम या ज्यादा समान होगा जैसा कि हमने आपके फिनिट वॉल्यूम या फिनिट डिफरेंस मेथोड़लोजी की स्तिथि में देखा है यहां अंतर केवल यह है कि फिनिट वॉल्यूम या फिनिट डिफरेंस में आप नॉन होमोजिनियस डिसक्रीटाईजेसन कर सकते हैं लेकिन यहाँ हमारे पास अब तक लैटिस बोल्ट्ज़मन में केवल होमोजिनियस डिसक्रीटाईजेसन का प्रावधान हैं इसलिए आप देखे एक समान आकार के लैटिस है जो हम डोमेन के अंदर देंगे ठीक है अब लैटिस बोल्ट्जमैन के पास हमेशा सूचनाओ को आगे बढ़ाने के लिए कुछ मैकेनिज्म होता है तो वे सूचनाएं आप जानते है आपके गवर्निंग समीकरण के पैरामीटर्स मतलब इन समीकरणों में आपके और n होंगे तो हम जो देख रहे हैं चलिए मान लेते है कि सेंट्रल लैटिस पर यहाँ कुछ जानकारी उत्पन्न की जा रही है तो यह समीकरण लैटिस कंफीग्रेशन के आधार पर केवल एक विशेष दिशा में फ्लो कर सकता है यहाँ मैंने आपको D2Q9 संरचना का 1 विशिष्ट उदाहरण दिखाया है जिसे मैं जल्द ही समझाऊंगा तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस लैटिस में उत्पन्न होने वाली जानकारी केवल लैटिस के अंदर रह सकती है इसलिए यह पहली संभावना है और आपके पास अन्य 8 संभावनाएं भी हैं तो क्षैतिज रूप से बाएं जाने पर क्षैतिज रूप से दाएं जाने पर ऊपर और नीचे जाने पर और 4 दिशाओं के कोने तो आपके पास ये सभी 8 दिशाएं विकल्प है अपने सैल में रहने के अलावा तो ये सभी 9 दिशाएं संभव हैं इसलिए वास्तव में सूचना की दिशाएँ वास्तव में पहली बार प्रवाही होने से पहले कैप्चर की जाती है तो उन्हें वास्तव में कोलिजन स्टेज कहा जाता है कोलिजन के बाद सूचना प्रवाह के आधार पर प्रसारित होगी इसलिए हम यह तय करने के बाद क्या करते हैं कि यह किस दिशा में जा रही होगी वास्तव में प्रसार के कारण जानकारी का प्रसार होता है तो यहाँ आप देखते हैं कि हमने दिखाया है कि प्रसार के बाद क्या होता है तो पहले यह लैटिस हमारी चिंता का विषय था अब आप बाएं तरफ देखें क्षैतिज बाएं तरफ क्षैतिज दिशा सबसे समीपवर्ती बाईं लैटिस में स्थानांतरित हो गई है इसी प्रकार दाएं पक्ष की दिशा सबसे अधिक समीपवर्ती दाई लैटिस की ओर चली गई है और फिर शीर्ष दिशात्मक जानकारी ऊपरी लैटिस में चली गई है नीचे दिशात्मक जानकारी निचले लैटिस में स्थानांतरित हो गई है इसी तरह कोने भी संबंधित दिशा ले रहे है ठीक है इसलिए यदि केंद्र सैल में एक जानकारी उत्पन्न की जा रही है तो यह इस तरह पड़ोसी सेल में प्रसार करेगी केवल लैटिस संरचना पर निर्भर करते हुए यहां हम जो भी हम मानते हैं उसे हमने D2Q9 लैटिस संरचना माना है इसलिए ये 2 कदम बहुत महत्वपूर्ण है पहला है कोलिजन और दूसरा है सूचनाओं का प्रसार जो निर्दिष्ट दिशाओं के आधार पर होगा ठीक है फिर हम देखते हैं कि कौन कौन सी लैटिस दिशाएं संभव हैं मैं आपको यहाँ केवल कुछ ही दिखाऊँगा लेकिन इस तरह के कई और भी हैं तो पहले यहाँ पर D2Q9 है जो मैंने पहले ही आपको दिखाया है इसलिए यह एक ज़ेरोथ डायरेक्शन है इसके अलावा 12 1 2 3 4 और कोने 5 6 7 और 8 हैं ठीक है तो वहां 9 अलग अलग दिशाएं हैं ठीक है इसी तरह से यदि इसे आप एक 3d लैटिस में मानते है तो इसका मतलब है कि अगर समस्या 3 आयाम प्रकृति में है तो संरचना D3Q19 होगी यहाँ मैंने एक घन में लैटिस दिशाओ की स्कीमैटिक प्रकृति को दिखाया है और विभिन्न दिशाओ को 0 से 18 के रूप में चिह्नित किया है ठीक है तो आप पता लगा सकते हैं कि अलग अलग लैटिस दिशाएं कौन सी हैं अब इस डोमेन को 2D या 3D लैटिस में डिसक्रीटाईज करने के बाद हमारा काम यह पता लगाना है कि किस तरह से गवर्निंग समीकरणों को डिसक्रीटाईज करना है जो मैंने पिछली स्लाइड्स में आपको बताया कि कैसे इस लैटिस में उनको डिसक्रीटाईज करना है अब डिसक्रीटाईजेसन के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसमें किसी प्रकार की कोलेजन शामिल है इसलिए आपको यह पता लगाने की आवश्यकता है कि कोलेजन के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या है इसलिए हमें यहाँ पर कुछ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन्स के लिए जाना होगा ठीक है इसलिए प्रत्येक समीकरण के लिए जानकारी यह बताती है कि लैटिस के बीच कोलेजन के कारण प्रसार कैसा होगा जिसका पता हम इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन द्वारा लगा सकते हैं अब हमारे पास यहां 4 समीकरण है तो हमें 3 प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की आवश्यकता है तो वे f g और h हैं एक एक करके मैं आपको इस f g और h का सार बताऊंगा आइये पहले हम ले कि ये f क्या है ठीक है तो f वास्तव में आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फ़ंक्शन चाहते हैं जिसका योग आपको एक मैक्रोस्कोपिक चर n देगा n यदि आपको याद है तो मैंने बताया है कि है इसलिए लैटिस संरचना के आधार पर सभी अलग अलग दिशाओं का जो भी आपने लिया है मैं लिख सकता हूँ कि वह n के बराबर है तो इसका मतलब है कि D2Q9 संरचना में f 0 से शुरू होकर f 8 तक हमारे पास है यदि आप उन सभी f's को जोड़ते हैं तो आपको मैक्रोस्कोपिक गुण n मिल जाएगा ठीक है इसी तरह से आप जानते हैं u इस तरह से प्राप्त किया जा सकता है जहां f मैंने पहले ही मैंने समझाया है कि लैटिस दिशात्मक वेलोसिटी ei है उदाहरण के लिए हम कहते है कि D2Q9 की संरचना के लिए यहाँ पर ज़ेरोथ डायरेक्शन में 00 वेलोसिटी है 0 0 वेलोसिटी x और y दिशा और 1 के लिए यह 1 0 2 के लिए यह 0 1 3 के लिए यह 1 0 है और 4 के लिए 0 1 है तो आदर्श रूप से कोनों के लिए यह 1 1 1 1 फिर यह 1 1 है इसी तरह आप e's के अनुरूप c 7 और c 8 दिशा का पता लगा सकते हैं तो हम जानते हैं कि e दिशा क्या है तो हम इस fi को ei में जोड़ सकते हैं यदि आप x दिशात्मक वेलोसिटी में रुचि रखते हैं तो हमेशा उस x दिशात्मक वेलोसिटी कॉम्पोनेन्ट को जोड़ें यदि आप v में रुचि रखते हैं जिसका अर्थ है y दिशात्मक वेलोसिटी कॉम्पोनेन्ट तो आप y दिशात्मक वेलोसिटी जोड़े ठीक है मैं पहले ही बोल चुका हूं कि D2Q9 में x और y को कैसे निरूपित किया जा सकता है दूसरी और यहाँ हमारे पास कुछ पद हैं जो वहां माक्रोस्कोपिक समीकरणों में थे यह केमिकल पोटेंशियल पद से आ रहे है और यह आपका बॉडी फाॅर्स है यदि आपकी समस्या में बॉडी फाॅर्स शामिल है तो वो चीजें यहां आ रही हैं तो इसका मतलब है कि केवल f का इस्तेमाल करके f वितरण को जानकर आप n और u को जान सकते हैं ठीक है कुछ इसी अंदाज में यह g आपको फाई देगा और h आपको t दे रहा होगा तो सभी दिशाओं के g का योग फाई दे रहा होगा और सभी दिशाओं में h का योग आपको t दे रहा होगा अब जब भी हम जानकारी को जोड़ेंगे तो हमें एक महत्वपूर्ण पैरामीटर का ध्यान रखना होगा जो कि विभिन्न दिशाओ का वेट है वैट्स आमतौर पर तब निर्दिष्ट किया जाता है जब भी हम लैटिस को परिभाषित करते हैं आमतौर पर हम D2Q9 के लिए 4 9 के रूप में वेट ज़ेरोथ डायरेक्शन के लिए देते हैं 1234 के लिए 19 इसका मतलब है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट्स और 1 36 हम कोने के कंपोनेंट्स के लिए देंगे जिसका अर्थ है 56 78 ठीक है इसी तरह 3 आयामी लैटिस संरचना D3Q19 के वेट को भी इसी तरह परिभाषित किया गया है पहले ही मैंने आपको ei के बारे में बताया है जो दिशात्मक वेलोसिटी है तो इस तरह से कोसाइन और साइन के संदर्भ में वेलोसिटी को लिखा जा सकता है मैंने आपको पहले ही बताया है परिमाण 0 0 1 0 0 1 कुछ ऐसा ही है तो अगर आप इनको प्रतिस्थापित करते हैं i को 1 से शुरू होकर 8 तक करेस्पोंडिंग संख्या द्वारा आप उन मानों को एक बार फिर से वापस पा लेंगे ठीक है अगला हम एल्गोरिथ्म देखते हैं जिसके द्वारा हम लैटिस बोल्ट्जमैन गणना के लिए जा सकते है जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमें यह परिभाषित करने की आवश्यकता है कि फाई और n क्या है इसके अलावा हमें केमिकल पोटेंशियल से शुरू होकर अन्य सभी भौतिक गुणों को प्राप्त करने की आवश्यकता है क्योंकि यह कैन हिलियर्ड समीकरण में शामिल है तो आप को देखे जो आप जानते है 's के संदर्भ में प्राप्त की जा सकती है और कुछ अन्य पद उदाहरण के रूप में ka जो स्थिरांक हैं तो वे वास्तव में 2 फेज फ्लो की कुछ अन्य भौतिक गुणों के आधार पर पाए जाते हैं उदाहरण के लिए यहाँ k और a इंटरफेस की चौड़ाई से प्राप्त की जा सकती है यदि आपको याद है डिफ्यूज इंटरफ़ेस की स्तिथि में तो मैंने यहाँ पर बात की है कि यदि आपके पास डिफ्यूज इंटरफ़ेस कांसेप्ट हैं तो वह मोटाई क्या है जिससे द्रव गुण एक फेज से दसूरे फेज में बदल रहे है जो कि इंटरफ़ेस की चौड़ाई w है साथ ही हमें यह भी पता है कि इंटरफ़ेस में सर्फेस टेंशन लागू होगा तो आपकी समस्या के लिए w और sigma के ज्ञान से आप पता लगा सकते हैं कि k और a क्या है वे k और a माक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स या केमिकल पोटेंशियल प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण होंगे तो कैसे पता करें कि k और a का w और सिग्मा के साथ क्या संबंध हैं जो यहां दिए गए हैं अतः एक बार जब आप माक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स को जान लेते हैं तो आप आसानी से k और a का पता लगा सकते हैं और इसलिए आप केमिकल पोटेंशियल का पता लगा सकते हैं ठीक है अगला मैं आपको यहां दिखाऊंगा कि डिसक्रीटाईजड़ समीकरण क्या है तो यह डिसक्रीटाईजेसन वास्तव में लैटिस बोल्टजमैन डिसक्रीटाईजेसन का अनुसरण कर रहा हैं जिसका अर्थ है आपका लैटिस गैस सेलुलर ऑटोमेटा सूत्रीकरण जैसा कि आप जानते हैं कि फिनिट वॉल्यूम मेथड में हम टेलर श्रृंखला विस्तार के लिए जाते हैं लैटिस बोल्ट्जमैन समीकरण में हम बोल्ट्जमैन अप्प्रोक्सिमशन के लिए जाएंगे ठीक हैं तो यहाँ इस बोल्ट्जमान अप्प्रोक्सिमशन को करने के बाद हमें पता चलता है कि डिस्ट्रीब्यूशन फ़ंक्शन f वास्तव में इस तरह लिखा जा सकता है जहां आप देखते हैं कि यह f के परिवर्तन का अस्थायी हिस्सा है यहाँ हमारे पास कन्वेक्टिव हिस्सा होगा ठीक है यहां हमारे पास कुछ प्रकार के बाहरी फाॅर्स क्षेत्र भाग हैं और अंत में यहां हमारे पास कोलेजन ऑपरेटर हैं यह कोलेजन ऑपरेटर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे पास हमेशा लैटिसेस के बीच कोलेजन है इसलिए एक बार हमारे पास कोलेजन ऑपरेटर है यहाँ मैंने दिखाया है कोलेजन ऑपरेटर की प्रकृति क्या है तो कोलेजन ऑपरेटर हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन फ़ंक्शन के वर्तमान मान और संतुलन मान पर निर्भर करता है ठीक है तो संतुलन मानों का मतलब है जब भी सिस्टम लगभग संतुलन में होता है तो उस स्थिति में वह गुण क्या था डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मान क्या हैं इसलिए कि मैं इसे यहाँ के रूप में लिखता है यह भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है जिसे रिलैक्सेशन फैक्टर रिलैक्सेशन टाइम कहा जाता है तो यह कोलेजन ऑपरेटर के मामले में भी काम आएगा अब यहाँ मैंने दिखाया है कि एक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का पता कैसे लगाना है आप देखते हैं कि एक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन समय पर निर्भर है टेम्परेचर के साथ साथ वेलोसिटी और डेंसिटी पर भी निर्भर है तो एक बार जब आप समस्या की माक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को जान लेते हैं तो आसानी से आप यह पता लगा सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर का एक्विलिब्रियम फंक्शन क्या है ठीक है और यह वास्तव में द्रव गुणों पर निर्भर है मोमेंटम समीकरण के लिए उदाहरण के तौर पर यह विस्कोसिटी पर निर्भर करेगा एनर्जी समीकरण के लिए आपकी थर्मल कंडक्टिविटी पर निर्भर करेगा और इसी तरह ठीक है इसलिए एक बार जब हम इस कोलेजन ऑपरेटर को यहां रख देते हैं तो इस समीकरण में हमें f का सरलीकृत समीकरण मिल जाता है इसका मतलब है अगले टाइम स्टेप पर आप देखते है जिसका मतलब है अगला टाइम स्टेप और जिसका अर्थ है प्रोपोगेशन के बाद इसलिए यह प्रोपोगेशन के बाद है प्रोपोगेशन स्कीम जो मैंने पहले ही आपको दिखाई है आपको यह पता चल जाएगा कि यह आप जानते है और फिर एक्विलिब्रियम पर निर्भर है एक्विलिब्रियम पहले ही मैंने आपको दिखाया है कि आप अपने नेवियर स्टोक्स समीकरण की स्तिथि में कैसे गणना कर सकते हैं यह आपके u पर निर्भर है लैटिस माक्रोस्कोपिक का वेलोसिटी लैटिस का वेलोसिटी लैटिस का डेंसिटी और फिर ध्वनि की स्पीड c ठीक है इस के अलावा विभिन्न दिशाओं के वेट फैक्टर भी इसमें काम आ रहे होंगे ठीक है अगला हम g और h के लिए एक जैसी समीकरणों को देखते हैं इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है g इंटरफैसिअल स्थान का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण होगा और यह आपको g का योग दे रहा होगा जो आपको का मान देगा तो यहाँ भी आप कोलेजन और प्रोपोगेशन के बाददेखते हैं आप इसे gi के रूप में लिख सकते है याद रखें यह और पिछले में ये बराबर नहीं हैं यह आपके फ्लूइड के गुणों पर निर्भर करेगा और भी फ्लूइड गुणों के आधार पर होगा लेकिन उनकी कार्यात्मक प्रकृति भिन्न होंगी तो यहाँ भी g एक्विलिब्रियम का मान क्या है मैंने आपको यहाँ दिखाया है तो ये बहुत सारे एम्पिरिकल मानों और पर निर्भर हैं इसलिए इनका पता लगाया जा सकता है एक बार जब आप लैटिस बोल्टजमैन समीकरण के विस्तृत विवरण के लिए जाते हैं तो ठीक है यहाँ मैंने उन सभी मुद्दों का वर्णन नहीं किया है इसी तरह आप h के लिए डिसक्रीटाईजड़ समीकरण का पता लगा सकते हैं यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रोपोगेशन के बाद h है और कोलेजन का पता एक बार फिर से h एक्विलिब्रियम और से कर सकते है और यह थर्मल कंडक्टिविटी पर निर्भर है और एक्विलिब्रियम एक बार फिर लैटिस वेलोसिटी के टेम्परेचर के संदर्भ में लिखा जा सकता है ठीक है स्पष्ट रूप से के साथ cp या स्पेसिफिक हीट स्थिर दबाव वर्णन में आ रहा है तो यहाँ एक बार फिर मैंने आपको D3Q19 संरचना के 3D के साथ साथ वेलोसिटी वैक्टर भी दिखाएं है ठीक है तो u v और w मैंने आपको यहां दिखाया है ठीक है अब मैं आपको विस्तार से दिखाऊंगा कि कैसे लैटिस बोल्टजमैन समीकरण को हल किया जा सकता है आप जानते है कुछ ओपन सोर्स सॉफ़्टवेयर या फ़्रीवेयर का उपयोग करके आपको ज्ञात है ओपन सोर्स में विभिन्न फ्रीवेयर उपलब्ध हैं जिन्हें आप देख सकते हैं उपयोग कर सकते हैं तो कुछ फ्रीवेयर है जैसे Palabos Openlb Taxila LBM तो ये सभी LBM के 2 फेज फ्लो के सिमुलेशन के साथ काम कर रहे हैं लेकिन आज मैं आपको Palabos का उपयोग करके कुछ उदाहरण दे रहा हूं तो वास्तव में यह आपको 2 फेज फ्लो के कुछ प्रकार के छोटे सिमुलेशन करने का और इनका अभ्यास करने का मौका देगा तो चलिए Palabos को देखते हैं इसे शुरू करने के लिए आपको यह जानना होगा कि यह लिनक्स प्लेटफॉर्म यूनिक्स प्लेटफॉर्म पर चलता है और आपको C लाइब्रेरी इनस्टॉल करने की आवश्यकता है जिसका अर्थ है g या gcc लाइब्रेरी मैंने आपको पहले ही दिखाया है कि यह आपको कैसे करना है तब हम देखते हैं कि लिनक्स में Palabos को कैसे इनस्टॉल किया जाए सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने की आवश्यकता है तो यह Palabos का कोई संस्करण tgz प्रारूप डाउनलोड किया जाएगा ठीक है तो यह डाउनलोड हो रहा होगा साथ ही मैंने आपको यहां पर दिया है जहां से आपको इसे डाउनलोड करना है फिर आपको सॉफ़्टवेयर को अनटेयर या अनपैक करने की आवश्यकता है तो सॉफ़्टवेयर को अनटेयर करने और अनपैक करने के लिए जो कमेंट है वो भी मैंने यहां पर आपको दिया है अब आपको सॉफ़्टवेयर इनस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह लाइब्रेरी ऑन डिमांड कॉम्पाईल्ड है तो वहां इंस्टालेशन नहीं है इसलिए जब भी आवश्यकता हो जब भी आप कोड को चलाने की कोशिश करेंगे वह कोड ऑन डिमांड कॉम्पाईल होगा ठीक है इसलिए जब भी एप्प्लीकेशन वह यूजर एप्लीकेशन है यह ऑन डिमांड कॉम्पाईल कर रही होगी आगे हम Palabos का उपयोग करके एक केस स्टडी देखते हैं तो यहां क्या किया जाएगा पहले केस स्टडी में हम यहां कोलाईडिंग बुलबुले देखेंगे हम कह सकते है कि हमारे पास 2 बुलबुले हैं जो आपस में कोलाईड कर रहे हैं इसलिए निर्देशों की एक श्रृंखला CPP फाइल में लिखी जाएगी तो चलिए हमें उस CPP फ़ाइल को twobubblescpp फ़ाइल नाम देते है ठीक है और फिर हमें कुछ makefile का उपयोग करके उस कोड को चलाने की आवश्यकता है तो makefile को आप उसी डायरेक्टरी में पा सकते हैं जहां आपने वास्तव में Palabos संग्रहीत किया है तो आप डायरेक्टरी में जा सकते हैं और makefile का पता लगा सकते हैं जो वहां पहले से मौजूद है फिर आपको क्या करने की आवश्यकता है आपको उस फोल्डर में जाने की आवश्यकता हैजहां यह CPP फ़ाइल सहेजी गई है तो cd का उपयोग करके उस फ़ोल्डर में कैसे जाना है यह मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है ठीक है फिर makefile का उपयोग करके उस एक्सेक्यूटबल फ़ाइल को कैसे चलाया जाए तो आपको सिर्फ make कमांड देना है ठीक है एक बार जब आप make कमांड देते हैं तो यह एक्सेक्यूटबल फ़ाइलों को विकसित करेगा उस एक्सेक्यूटबल फ़ाइल को चलाने के लिए आपको क्या करने की आवश्यकता है आपको इस तरह से एक कमांड देने की आवश्यकता है twobubbles जो CPP फ़ाइल का नाम है और फिर कुछ पैरामीटर्स तो पहला पैरामीटर है जो सरफेस टेंशन का मान है तो फिर जो बुलबुले आस पास इंटरफ़ेस की मोटाई है ठीक है और फिर हमारे पास 15 है जो उन बुलबुलो की त्रिज्या है जो आपस में टकरा रहे हैं और फिर tmp आउटपुट डायरेक्टरी है जहां यह परिणाम लिख रहा होगा ठीक है इसके बाद हम थोड़ा सा कोड देखते है तो यहां मैंने आपको मुख्य कोड दिखाया है मुख्य बिंदु जो मैंने यहां पर हाइलाइट किए हैं आप देखते हैं कि यह C संस्करण में लिखी गई लाइन है मुख्य कोड intmain क्या है इसका मतलब है कि यह मुख्य कोड है आगे मैंने आपको यहाँ पर कुछ बड़े किये हुए हिस्से दिखाए हैं आप इसे यहां देखें हम कुछ कार्य कर रहे हैं जिसका अर्थ है पैरामीटर इनिशियलाइज़ करना यहां हमने उन बुलबुले को इनिशियलाइज़ किया है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ फिर फील्ड बनाएं इसलिए मुझे उन क्षेत्रों का निर्माण करना होगा जो यहां के लिए महत्वपूर्ण हैं यहाँ यह f और g हैं और फिर प्रोसेसर आर्ग्यूमेंट्स बनाएं तो कौन सा प्रोसेसर कार्य कर रहा होगा अगर यह पैरेलल सिमुलेशन है कौन सा कॉम्पोनेन्ट है जो हम यहां बनाते हैं इनिशियल कंडीशन अर्थात जहां बुलबुला प्रारंभिक रूप से रहेगा उसके वेलोसिटी और टेम्परेचर की स्थिति क्या हैं जो यहां इनिशियल कंडीशंस में दे रहे होंगे कपलिंग जोड़ें ताकि यहाँ हम विभिन्न समीकरणों के बीच कपलिंग कर सकें हम कहते हैं कि हमारे पास f समीकरण g समीकरण है तो आप f और g के बीच कपलिंग जोड़ सकते हैं फिर आप यहां देखे हमने टाइम लूप चलाया है जिसका अर्थ है कि हमें समय में आगे बढ़ना है ताकि बुलबुले एक दसूरे के करीब आ सकें और टकरा सकें इसलिए हमने इटरेसन को 0 से शुरू किया है जिसका अर्थ है कि टाइम0 से कुछ अधिकतम मान max iter 1 के स्टेप्स में तो यह समय सीमा कर रहा है ठीक है और फिर आप देखते है यहां लूप में हमने एक्सटर्नल फाइल लिखी है सभी अलग अलग समय के स्टेप्स को हमने कुछ बाहरी फाइल में लिखा है ताकि हम परिणाम की कल्पना कर सकें इसलिए यहाँ आप देख रहे हैं कि हम प्रत्येक पुनरावृत्ति पर writegifs और writevtkscalarfield तो vtkscalarfield परिणाम लिख रहे है या कुछ बाहरी सॉफ़्टवेयर जैसे कि आप जानते है paraview या ऐसा ही कुछ में कंटूर देखने के लिए महत्वपूर्ण है इसलिए यहां हम एक्सटर्नल फाइलों को लिख रहे हैं सभी परिणाम फिर यहां हमने जो किया है वह बहुत महत्वपूर्ण है तो g समीकरण के लिए हम कोलॉइड और स्ट्रीमिग कर रहे है तो हम इस फंक्शन collideAndStream के विस्तार में नहीं जा रहे हैं लेकिन यहाँ हम इक्वेशन जोड़ रहे हैं और फिर f समीकरण कोलॉइड और स्ट्रीमिंग के लिए जा रहा होगा प्रत्येक समय चरण इस f और g समीकरण में कोलॉइड या स्ट्रीमिंग होगा ठीक है आगे हम थोड़ा बहुत हिस्सा इनिशियलाइजेसन का देखते है अन्यथा चीजे साफ नहीं होंगी तो यहाँ आप इस भाग में देखे मैंने आपको दिखाया है कि आप अधिकतम इटरेसन दे सकते हैं अर्थात अधिकतम कितने समय तक कोड चल रहा होगा यहाँ मैंने 20000 nx ny nz दिया है ये वास्तव में डोमेन आकार है ठीक है तो आपके पास 251 लंबाई है 151 चौड़ाई है और 151 ऊंचाई है ठीक है तो यह वास्तव में डोमेन के 2 1 1 में है फिर यहां हमने आपको cx0 cy0 और cz0 दिए हैं ये वास्तव में बुलबुले के केंद्र हैं तो cx0 x कोर्डिनेट है cy0 y कोर्डिनेट है और cz0 z कोर्डिनेट है तो हमने nx ny और nz के संदर्भ में सभी cx0 cy0 और cz0 दिए हैं फिर यहां आप इस लूप में देखते हैं कि हमने डेंसिटी और विस्कोसिटी के मान दिए हैं तो डेंसिटी अनुपात हमने 10 लिया है फ्लुइड्स के बीच का विस्कोसिटी अनुपात हमने 10 लिया है और यहां हमें कुछ अन्य पैरामीटर्स भी दिए गए है जैसे कि प्रारंभिक वेलोसिटी पेकलेट संख्या ठीक है और हमने यह भी दिया है कि उच्चतम डेंसिटी फ्लूइड का डेंसिटी क्या है और 10 के डेंसिटी अनुपात के आधार पर सबसे कम डेंसिटी वाले फ्लूइड का डेंसिटी क्या है इसलिए यह ⍴hडेंसिटी अनुपात है इसी तरह विस्कोसिटी टाऊ को हमने 5 माना है और इसी तरह 𝛕h की गणना nu h ⍴h 3 द्वारा की जा सकती है तो nu और 𝛕 वे काइनेमेटिक और गतिशील विस्कोसिटी है ठीक हैं तो उच्च फ्लूइड और निम्न फ्लूइड के लिए हमने आपको यहाँ दिखाया है आगे आइए हम बुलबुले की प्रारंभिक स्थिति देखें दरअसल हम इस तरह के सिमुलेशन को हल कर रहे हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर अण्डाकार बुलबुले हैं और इस पक्ष में यहाँ पर एक और अण्डाकार बुलबुला है हमें दाईं ओर कुछ वेलोसिटी दिया गया है यहाँ हमें बाईं ओर कुछ वेलोसिटी दिया गया हैऔर हमने दिखाया है कि वे कैसे टकरा सकते हैं यह दिखाने के लिए आप यहाँ देखें कि हमे दिया गया है की कंसंट्रेशन क्या है तो यह वास्तव में आपके फाई और आपके n की परिभाषा है यह n है और यह फाई है और यहां आप देखते हैं कि हमने बबल कंटूर दिया है पहले समीकरण में यदि आप देखे तो वास्तव में ये है तो तो इसका मतलब है कि यह बुलबुला इलिप्सॉइड है जो हमे दिया गया है और दसूरा एक tc2 जो आप देखे हमें दिया गया है तो इसका मतलब है कि y दिशा में हमें इलिप्सॉइड दिया गया है और फिर यहां हमने आपको इनिशियल कंडीशन दी है यहां हमें पहले बुलबुले के लिए दिया गया है तो हमने बाएं तरफ बाउंडिग बॉक्स बनाया है तो आप देखें यहां हमें वेलोसिटी 002 दिया गया है और दूसरे बुलबुले के लिए हमें माइनस 002 दिया गया है तो पहला बुलबुला बाईं ओर बढ़ रहा है दूसरा बुलबुला दाईं ओर बढ़ रहा है और दाईं ओर का बुलबुला बाईं ओर ओर बढ़ रहा है ऐसा इसलिए ताकि वे टकरा सकें ठीक है फिर मैंने आपको यहाँ पर कुछ परिणाम दिखाया है आप देखें कि हमने इस कंफीग्रेशन से शुरुआत की है समय बढ़ने के साथ वे एक दूसरे की ओर आ रहे हैं यहां वे विलय करने लगे हैं और वे विलय कर चुके हैं और आप जानते हैं कि अंतिम आकार धीरे धीरे इस तरह से आगे बढ़ रहा है और अंत में आप देखते हैं कि सरफेस टेंशन के कारण यह एक यूनियन बुलबुला बन रहा है ठीक है तो 2 बुलबुले की स्थिति से शुरू होकर बुलबुले कैसे टकरा रहे हैं और वे विलय कर रहे हैं ये हमने यहां दिखाया है तो कोड के स्टेप्स भी मैंने बताए हैं इसलिए यदि आप चाहें तो आप इसे देख सकते हैं और इस LBM सिमुलेशन का अभ्यास कर सकते हैं ठीक है तो चलिए इस व्याख्यान को संक्षेप में बताते हैं इस व्याख्यान में हमने मेसोस्कोपिक लैटीस बोल्ट्जमैन मेथोड़लोजी को विस्तृत करने के साथ साथ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से संबंधित कोंस्टीटूटिव समीकरण मास मोमेंटम और एनर्जी समीकरणों का वर्णन किया है हमने आपको एक फ्रीवेयर जिसे Palabos कहते हैं दिखाया है और इस लैटिस बोल्ट्जमैन समीकरण के लिए Palabos का उपयोग भी हमने आपको दिखाया है और फिर इस Palabos फ्रीवेयर में इंस्टॉलेशन सेटिंग मॉडल पैरामीटर कैसे चलाएं और कैसे उन चीजों का विश्लेषण किया जाए ये सब हमने आपको यहां दिखाया हैं तो Palabos के अलावा आप किसी भी अन्य फ्रीवेयर या किसी सॉफ़्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं जिसका आप इस लैटिस बोल्ट्जमैन कार्यप्रणाली के अभ्यास के लिए उपयोग कर सकते हैं तो चलिए हम इस व्याख्यान के अंत में आपकी समझ का परीक्षण करते हैं हमेशा की तरह हमारे पास यहाँ तीन प्रश्न हैं पहला वैध दो आयामी लैटिस संरचना को वर्णित करें 2 आयामी लैटिस संरचना को याद रखने के लिए हमारे पास यहां 4 विकल्प हैं तो हमारे पास D2Q7 है आपको पता है जो कि 2 2 आयामी प्रकृति का प्रतीक है तो D2Q7 D2Q9 D2Q17 और D2Q5 तो पहले ही हमने आपको दिखाया है कि D2Q9 शायद सही है लेकिन आप पाएंगे कि यदि आप कोने की दिशाओ को कम करते हैं तो D2Q5 लैटिस संरचना भी संभव है जो मैंने आपको इस व्याख्यान में नहीं दिखाया है लेकिन आप कोने की दिशाओ को हटा दे और केवल क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्थिति रखे तो उस स्तिथि में यह D2Q5 होगा तो सही उत्तर b और d दोनों होंगे D2Q9 और D2Q5 अन्य 2 को 2 आयामी संरचनाओ में समायोजित नहीं किया जा सकता fi का अगला योग भी समतुल्य है यह बहुत सरल है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि fi का योग किसके बराबर है हमारे पास 4 उत्तर हैं u T रॉ u और रॉ हम सभी जानते हैं कि fi का योग रॉ के बराबर होगा तो d सही उत्तर है एक मेल्टिंग प्रोसेस में डिफ्यूज्ड इंटरफ़ेस को कैप्चर करने के लिए कितने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन्स की आवश्यकता होती है तो मेल्टिंग प्रोसेस का मतलब है कि यह हिट ट्रांसफर के साथ साथ इंटरफ़ेस को भी शामिल करेगा तो यह डिफ्यूज्ड इंटरफेस कॉन्सेप्ट होगा साथ ही हमारे पास निश्चित रूप से कंटीन्यूटी मोमेंटम समीकरण है तो हमारे पास आपके कंटीन्यूटी मोमेंटम समीकरण एनर्जी समीकरण और डिफ्यूज d समीकरण हैं तो हमारे पास 0 1 2 और 3 विकल्प हैं इसलिए निश्चित रूप से सही उत्तर f g और h होगा तो सही उत्तर 3 है ठीक है तो इसके साथ मैं इस व्याख्यान को समाप्त करूंगा धन्यवाद